अब तक हमने दोनों प्रकार के स्वतंत्र स्रोतों से नोडल विश्लेषण का अध्ययन किया है वर्तमान स्रोत के लिए यह सीधा है वोल्टेज स्रोतों के लिए हमें एक सुपर नोड को परिभाषित करना होगा और विश्लेषण के साथ आगे बढ़ना होगा अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास नियंत्रित स्रोत हैं तो नोडल विश्लेषण समीकरण कैसे तैयार करें पहला प्रकार का नियंत्रण स्रोत जिस पर हम विचार करेंगे वह वोल्टेज नियंत्रण वर्तमान स्रोत होगा वास्तव में यह एक रोकनेवाला के समान दिखाई देगा एक रोकनेवाला भी वोल्टेज नियंत्रण वर्तमान स्रोत के रूप में सोचा जा सकता है जिसमें नियंत्रण नोड्स और नियंत्रण नोड्स एक साथ छोटे होते हैं हमने इसे पहले देखा है जब हमने वोल्टेज नियंत्रित वर्तमान स्रोत का उपयोग करके प्रतिरोधी को संश्लेषित किया था लेकिन चालन मैट्रिक्स की कुछ विशेषताएं हमारे पास थीं जब हमारे पास केवल प्रतिरोधी थे तो हम उन चीजों को देखेंगे एक वोल्टेज करंट स्रोत यह कुछ नोड्स के बीच जुड़ा होता है मुझे इन नोड 1 और नोड 2 और नियंत्रण नोड्स को नोड 3 और नोड 4 के रूप में बुलाने दें यदि उनके बीच Vx है तो नोड 1 और 2 दो के बीच की धारा GmVx होगी अब जब मैंने इसे प्रतिरोध के समान कहा तो इसका मतलब यह है कि यदि नोड 1 और नोड 2 के बीच एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और नोड 1 और नोड 2 के बीच वोल्टेज अंतर एक Vx है तो प्रतिरोध के माध्यम से करंट GVx होगा जहां G कंडक्टैंस है प्रतिरोध का प्रतिरोध R और चालकता G है तो आप देख सकते हैं कि नोड 1 और नोड 2 के बीच एक निश्चित धारा प्रवाहित हो रही है जो कि Vx की ओर है रोकनेवाला के मामले में Vx नोड्स 1 और 2 के बीच वोल्टेज है एक नियंत्रण स्रोत के मामले में Vx सर्किट में वोल्टेज कहीं और है मैंने यहां जो कुछ रखा है वह एक अवरोधक के लिए नोडल विश्लेषण समीकरणों की सामान्य संरचना है मैं उन प्रविष्टियों को भर दूंगा जो मेरे पास है कि समीकरण जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चालन मैट्रिक्स G × अज्ञात वेक्टर V स्रोत वेक्टर I के बराबर है अब मैंने नोड एक नोड दो इत्यादि दिखाया है और यहां प्रत्येक पंक्ति के अनुरूप आप जानते हैं कि इसकी प्रत्येक पंक्ति समीकरणों में से एक से मेल खाती है पहली पंक्ति किरचॉफ करंट कानून नोड एक से मेल खाती है दूसरा किरचॉफ करंट कानून नोड दो और इसी तरह नोड N तक संदर्भ नोड को छोड़कर सर्किट में कुल N एक नोड हैं हमारे पास N नोड्स होंगे लेकिन मैंने ये कॉलम भी दिखाए हैं और आप जानते हैं कि इस कॉलम में प्रविष्टि V1 को गुणा करती है दूसरे कॉलम में प्रविष्टियाँ V2 को गुणा करती हैं और इसी तरह इसलिए मैंने आसान पठनीयता के लिए V1V2 V3 V4 को शीर्ष पर दिखाया है अब देखते हैं कि क्या प्रतिरोध नोड्स एक और दो के बीच जुड़े हुए हैं क्या होता है और यह इस चालन मैट्रिक्स में कैसे योगदान देता है तो एक करंट होगा और नोड एक पर वोल्टेज V1 है नोड दो पर वोल्टेज V2 है तो करंट G होगा जहां G फिर से 1R है और हम बार बार कहते हैं कि समीकरणों के निर्माण में प्रतिरोध का उपयोग करने के लिए कुछ × सुविधाजनक है कुछ× कंडक्टैंस का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है अब यह धारा एक से दूसरे नोड की ओर प्रवाहित होती है तो जाहिर है इस प्रतिरोधक से संबंधित प्रविष्टियाँ इस समीकरण में नोड 1 के संगत और नोड 2 के अनुरूप इस समीकरण में दिखाई देंगी और दूसरी बात करंट स्वयं V1 और V2 पर निर्भर करता है तो यह V1 के अनुरूप इस कॉलम में और V2 के अनुरूप इस कॉलम में दिखाई देगा और हम इसे पहले ही पूरा कर चुके हैं आप पहले से ही जानते हैं कि प्रतिरोधों और नियंत्रण स्रोतों के साथ सर्किट का विश्लेषण कैसे किया जाता है तो आप इन बातों को जानते हैं मैं एक सामान्य तरीके से यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके चालकता मैट्रिक्स का प्रत्येक प्रतिरोध कैसे होता है नोड 1 से दूर बहने वाली धारा G है तो नोड के समीकरण में GV1 GV2 होगा याद रखें कि यह G उसे गुणा करेगा और यह G उसे गुणा करेगा जैसा कि ऊपर दिखाया गया है नोड 2 से दूर बहने वाली धारा G है याद रखें कि प्रत्येक नोड में हम उन धाराओं को समूहित करते हैं जो नोड से दूर बह रही हैं तो नोड 2 से बहने वाली धारा G है और हमारे पास G G होगा बेशक इन स्तंभों और इन पंक्तियों में अन्य घटकों से संबंधित अन्य शब्द होंगे जो इससे जुड़े हैं यह नोड लेकिन मैं अब केवल इस विशेष अवरोधक के योगदान के बारे में बात कर रहा हूं अब मैं एक अलग मामला लेता हूं जहां यह नोड एक नहीं था लेकिन हम नोड 4 कहते हैं और यह नहीं होगा लेकिन यह होगा और निश्चित रूप से G उस दिशा में प्रवाहित होगा नीचे की दिशा में तो उस स्थिति में क्या हो सकता है प्रतिरोध शब्द यहाँ पर नोड 4 और वहाँ पर नोड 2 के समीकरणों में दिखाई देगा नोड चार से दूर बहने वाली धारा G के रूप में तो हमारे पास G G होगा नोड 2 से दूर बहने वाली धारा G है तो मेरे पास इस G के जगह में होगा मैं इसे लाल रंग में दिखाऊंगा यह G G होगा काले और लाल रंग में दिखाया गया प्रतीक दो अलग अलग मामलों का प्रतिनिधित्व करता है अब मैं आपकी सराहना करना चाहता हूं कि किसी भी मामले में आप मैट्रिक्स के विकर्ण के बारे में सममित रूप से इन चार काली प्रविष्टियों को देखते हैं और आप इन चार लाल प्रविष्टियों को देखें सममिति के विकर्ण के बारे में सममिति भी है तो किसी भी मामले में हमारे पास एक सममित मैट्रिक्स होगा जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं अब हम कहते हैं कि क्या होता है जब हमारे पास वोल्टेज नियंत्रण करंट स्रोत होता है मेरे पास यहां वोल्टेज नियंत्रण करंट स्रोत है इसमें नोड 1 से नोड 2 तक प्रवाहित होने वाली धारा है लेकिन करंट स्वयं Vx के समानुपाती है जो नोड 3 और नोड 4 के बीच का वोल्टेज है तो यह करंट और कुछ नहीं बल्कि g × G है नोड 1 पर वोल्टेज है नोड 2 पर वोल्टेज है नोड 3 पर वोल्टेज है नोड 4 पर वोल्टेज है तो यह चालन मैट्रिक्स में कैसे प्रकट होता है सबसे पहले वर्तमान नोड 1 से नोड 2 तक बह रहा है जिसका अर्थ है कि नोड 1 के लिए समीकरण और नोड 2 के लिए समीकरण इन दो समीकरणों में नियंत्रण स्रोत के अनुरूप शब्द होता है जी एम तो नोड 1 से बहने वाली धारा GM है तो यह यहाँ पर Gm होगा और वहाँ पर Gm GM GM नोड 2 से बहने वाली धारा इसका ऋणात्मक है इसलिए हमारे पास GM होगा अब आप देखते हैं कि कई मायनों में यह प्रतिरोधों के समान है उन दो नोड्स के मामले में जिनके बीच नियंत्रित स्रोत जुड़ा हुआ है समीकरणों में नियंत्रण स्रोत के अनुरूप शब्द होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सामान्य तौर पर ये प्रविष्टियां अब सममित नहीं हैं मैट्रिक्स का विकर्ण इसलिए जब आपके पास वोल्टेज नियंत्रित वर्तमान स्रोत होता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और पहले की तरह नोड समीकरण लिख सकते हैं सिवाय इसके कि चालन मैट्रिक्स सममित नहीं होगा इसलिए इन दो मामलों के बीच सामान्य रूप से अंतर है अब मैं एक विशेष उदाहरण दिखाऊंगा आमतौर पर मैं क्या करता हूं कि मैं कुछ विशेष उदाहरण दिखाता हूं और फिर सामान्यीकरण करता हूं इस मामले में मैंने इसे दूसरे के आसपास करने का फैसला किया क्योंकि रोकनेवाला मामला इतना आसान है मैं यह भी दिखाना चाहता था कि कैसे वोल्टेज नियंत्रित वर्तमान स्रोत रोकनेवाला के समान है लेकिन केवल अंतर यह है कि प्रविष्टियां मैट्रिक्स में सममित रूप से दिखाई देती हैं तो मान लीजिए कि हम एक सर्किट लेते हैं जो हम सभी के साथ विचार करने जा रहे हैं लेकिन प्रतिरोधों में से एक को वोल्टेज नियंत्रित वर्तमान स्रोत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है यह I1I3R1 है और हमारे यहां 1 2 और 3 में केवल तीन नोड हैं और बता दें कि यह वर्तमान स्रोत GMVx है जहां यह एक है इसलिए Vx मूल रूप से V2 V3 है तो सबसे पहले यह स्पष्ट है कि यह वर्तमान स्रोत केवल नोड 2 के समीकरण में दिखाई देता है क्योंकि यह नोड 2 और संदर्भ नोड के बीच जुड़ा हुआ है मैंने वही संदर्भ नोड चुना है जो पहले किया गया था तो नोड्स 1 और 3 के लिए समीकरण बिल्कुल पहले जैसा ही होगा इसलिए यदि मैं नोड 2 के लिए समीकरण लिखता हूं तो मुझे इसमें से बहने वाली कुल धारा क्या मिलेगी जो कि इस धारा का योग है और वह धारा शून्य के बराबर होगी जिसका अर्थ है कि उनमें से पहला V2 V1 × G 1 2 है और G m के माध्यम से करंट मूल रूप से V 2 V 3 G m है और इसके माध्यम से करंट मूल रूप से V 2 V 3 × G 2 3 है और पूरी चीज 0 के बराबर है और अगर मैं गुणांक को समूहित करता हूं प्रत्येक चर का एक साथ मेरे पास V 1 × G 1 2 V 2 × G 1 2 G 2 3 gm V 3 × G 2 3 G m बराबर 0 होगा इसलिए मेरे पास यही होगा अब मैं पूरे चालन मैट्रिक्स को लिखता हूं मैं इस सर्किट की नकल करूंगा जैसा कि मैंने कहा नोड 1 और नोड 3 के समीकरण बिल्कुल पहले जैसे ही हैं तो मेरे पास वहाँ पर G11G12 G12 वहाँ और पहली पंक्ति के लिए 0 होगा और नोड 3 के लिए G23 G33 कुल चालन G23 वहाँ पर और 0 वहाँ पर और निश्चित रूप से विशेष मामला नोड 2 है जो आपको G 1 2 देता है और इसके लिए हमारे पास G23 G12G23 GM होगा और आखिरी वाला G23 GM होगा तो यह अभी भी G × V है I के रूप में हैऔर इस G मैट्रिक्स में सर्किट में कंडक्टैंस और ट्रांस कंडक्टैंस या वोल्टेज नियंत्रित करंट स्रोतों के गुणांक शामिल हैं और आप यह भी देख सकते हैं कि संरचना सममित नहीं है लेकिन इस तथ्य के अलावा कि G मैट्रिक्स एक सममित है यह केवल प्रतिरोधक होने के मामले से बहुत अलग नहीं है तो यह पता चला है कि यह अन्य नियंत्रण स्रोतों के लिए नियंत्रण स्रोतों में सबसे सरल है हमें ऐसे काम करने होंगे जैसे हमने सुपर नोड्स का उपयोग करके वोल्टेज स्रोत के मामले में किया था और इसी तरह